न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में लगभग मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइट सोर्स इस्तेमाल कर न्यूटन्स रिंग्स को स्टडी करते है जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच एयर फिल्म से बनती है इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ़ कर्वेचर निकालना यहाँ यह डायग्राम एक्सपेरिमेंटल सेट अप है यह प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है और यह सोर्स के सामने डबल कॉन्वेक्स लेंस है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट पर है हम जानते हैं की प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एक स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट है इस लेंस का एक स्फीयर है तो इसका सेंटर भी होगा इस फिगर में यह लेंस का क्रॉस सेक्शन है अगर हम लेंस को इसके डायमीटर से काटे तो हमें यह सेक्शन मिलेगा जो यहाँ दिखाया है इस का रेडियस ऑफ़ कर्वेचर है यह स्फीयर की रेडियस होगी यही हम इस एक्सपेरिमेंट से निकालना चाहते हैं हम अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट पर रखते हैं तो हम क्या देखेंगे हम देखेंगे कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कर्व्ड सरफेस ग्लास प्लेट को टच करेगा जैसे की यह टैनजेन्ट हो प्लेट और कर्व्ड सरफेस के टचिंग पॉइंट पर हमें दिखाई दे रहा है की प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एयर फिल्म है हम इसे पानी में भी रख सकते हैं अगर यह असेंबली पानी में रख दें तो यह वॉटर फिल्म बन जाएगी अगर हम कांटेक्ट पॉइंट को सेन्टर मान कर बाहर की ओर मूव करें तो एयर फिल्म की थिकनेस चेंज हो रही है यह आवश्यक है यह बहुत आवश्यक है इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट के लिए इस थिकनेस चेंज से ही पाथ डिफरेंस आएगा जनरली पाथ डिफरेंस दो रीज़न्स के कारण आता है एक है एंगल ऑफ़ इन्सिडेन्स यानि इंक्लिनेशन या तो इंक्लिनेशन एंगल वैरी करेगा और थिकनेस कांस्टेंट रहेगी यह एक टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा दूसरा टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें इंक्लिनेशन एंगल कांस्टेंट रहेगा और थिकनेस वैरी करेगी इस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कांस्टेंट है यह नॉर्मल इंसीडेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है एयर फिल्म के थिकनेस वेरिएशन के कारण हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे यह पाथ डिफरेंस वैरीयेशन को पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडयूस करेगा यहां हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी यह कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगी यह पाथ डिफरेंस वेरिएशन पर डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर फ्रिंज यह डार्क होगी या ब्राइट होगी यह पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए जो भी पाथ डिफरेंस है अगर यह पाथ डिफरेंस एक स्ट्रैट लाइन पर कांस्टेंट है तो फ्रिंज स्ट्रैट लाइन होगी अगर यह एक सर्कल पर कांस्टेंट है तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी इस केस में जैसा कि मैंने बताया यह टू डायमेंशनल डायग्राम है अगर थ्री डायमेंशन में देखें लेंस इस प्लेट पर रखा है अब हम देख सकते हैं लेंस और प्लेट के बीच में एक पर्टिकुलर थिकनेस सेन्टर के चारो ओर एक सर्कल पर कांस्टेंट है अगर हम सेन्टर से दूर जाते हैं और एक और पर्टिकुलर थिकनेस लेते हैं तो यह भी एक सर्कल में कांस्टेंट होगी इस प्रकार हमें प्रत्येक थिकनेस के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलेंगे इसका मतलब है कि प्रत्येक थिकनेस के सर्कल पर पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है फिल्म के इसी आकार के कारण हमें कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर फ्रिंज मिलती है हमें इस टाइप की फ्रिंजेस मिलेंगी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ये ग्रीन कलर ब्राइट फ्रिंज शो कर रहा है हमें इस टाइप का कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स का फ्रिंज पैटर्न मिलेगा यह सेट अप एयर फिल्म बना रहा है हमें इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस्तेमाल करेंगे यह सोडियम सोर्स होगा सोडियम सोर्स से लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस पर आएगी जिससे हमें पैरेलल रेज़ मिलेंगी हम इस सोर्स को इस लेंस के फोकल प्वाइंट पर रखेंगे यह कोलीमेटर जैसा ही है अब यह रेस आ रही हैं हम 45 डिग्री पर एक ग्लास प्लेट रखेंगे यह वहां से नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होंगी फिर यह नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर 90 डिग्री पर इंसीडेंट होंगी यह 90 डिग्री पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अगर यह ग्लास प्लेट 45 डिग्री पर होगी तो क्या होगा जब इंसिडेंट रेज़ इस ग्लास प्लेट पर गिरेगी तो यह रिफ्लेक्ट होगी और निचे की ओर आएंगी इसका एक पार्ट एयर फिल्म के ऊपर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा और बाकी पार्ट रेफ्रेक्ट होकर एयर फिल्म के नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा अब ये दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ ऊपर की ओर आएंगी और इंटरफेयर करेंगी ये इंटरफेयर करेंगी और फ्रिंज बनाएंगी फ्रिंज पैटर्न इन दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ के बीच के पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा

यह सभी रेज़ के लिए होगा ये सभी रेज़ इस सिस्टम पर परपेंडिकुलरली गिरेंगी इसका मतलब एंगल ऑफ़ इन्सिडेन्स है जीरो डिग्री और यह सभी रेज़ के लिए कांस्टेंट है रेज़ एयर फिल्म पर कहाँ गिर रही हैं पाथ डिफरेंस इस पर डिपेंड करेगा इंटरफेरेंस रेफ्लेक्टेड रे और दूसरी ऊपर से आने वाली रे में बीच में नहीं होगा क्यूंकि संभवतः ये कोहेरेंट नहीं होंगी इंटरफेरेंस एयर फिल्म के ऊपर के सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज़ के बीच में होगा फ्रिंज कैसी होगी यह एयर फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करेगा क्यूंकि थिकनेस के कारण पाथ डिफरेंस इस फिल्म के लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा इस प्रकार हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा अगर हम सेंटर से बाहर की ओर मूव करते हैं तो एयर फिल्म की थिकनेस इनक्रीज़ होगी और एक पर्टिकुलर थिकनेस पर पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन सैटिस्फाई करेगा हमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट टाइप का फ्रिंज पैटर्न मिलेगा ये फ्रिंज पैटर्न सर्कुलर होगा क्यूंकि एक पर्टिकुलर थिकनेस एक सर्किल में कांस्टेंट होती है इस प्रकार यह फ्रिंज पैटर्न बनेगा और हम इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ हम दोनों रेफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं और हम फ्रिंज पैटर्न देख पाते है यह एयर फिल्म के द्वारा न्यूटन्स रिंग का फार्मेशन हैं यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट है कि यह कैसे बन रहा है इस फ्रिंज पैटर्न के उपयोग से हम प्लेनो कॉन्वेक्स का कर्वेचर निकाल सकते हैं इस केस में हमें वेवलेंग्थ पता है तो हम कर्वेचर निकाल सकते हैं अगर हमें रेडियस ऑफ़ कर्वेचर पता है तो हम इस एक्सपेरिमेंट से वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं अब हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ़ कर्वेचर निकालने के लिए वर्किंग फार्मूला क्या है अगर हम देखें की यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक स्फेयर का पार्ट है और 2 डायमैंशन में यह सर्किल का पार्ट है यह स्फेयर के सेन्टर है और यह डिस्टेंस कैपिटल R है इस कांटेक्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ हम पाथ डिफरेंस डिकालना चाहते हैं का डिस्टेंस स्माल r n है जैसे कि मैंने बताया एक कांस्टेंट थिकनेस के लिए एक सर्किल होगा जिसका सेन्टर कांटेक्ट पॉइंट होगा इस सर्किल की रेडियस है r n जो एक कांस्टेंट थिकनेस t के लिए है और इस कांटेक्ट पॉइंट से यह नार्मल ड्रा किया है अगर इस सर्किल के एक पॉइंट से डॉटेड लाइन ड्रा करें तो यह थिकनेस t पर नार्मल से इंटेरसेक्ट करेगी और यह बाक़ी पार्ट R t होगा और यह हाईपॉटन्यूज R है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पायथा गोरस थ्योरम से 2 r n 2 R2 होगा इससे हम निकाल सकते हैं 2 t Dn स्क्वायर 4R है Dn nth रिंग का डाय मीटर है मैंने r n की जगह Dn बाई टू रख दिया है इसलिए 2t Dn स्क्वायर बाई 4R है अगर इस कर्व्ड सरफेस के पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से रेफ्लेक्टेड लाइट और इसके नीचे वाले पॉइंट से रेफ्लेक्टेड लाइट दोनों इंटरफेयर करती हैं एक रे कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर भी डेंसर में वापस जा रही है यह डेंसर रेयरर इंटरफेस है यहाँ हम कह सकते हैं कि लाइट रेयरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी रे एयर फिल्म में ट्रेवल करते हुए नीचे रखी ग्लास प्लेट के डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है ये दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ एक ग्लास प्लेस से और दूसरी कर्व्ड सरफेस से ये दोनों इंटरफेयर करती हैं ये दोनों रेज़ एक ही इंसिडेंट रे से बनी हैं इसी कारण ये कोहेरेंट हैं हमें इन दोनों रेज़ के बीच में इंटरफेरेंस मिलेगा इन दोनों रेज़ के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा एक रे कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी ग्लास प्लेट के सरफेस से दूसरी रे जो एयर फिल्म में ट्रेवल करती है वह इस थिकनेस को दो बार ट्रेवल कर रही है तो इन दोनों रेज़ के बीच में पाथ डिफरेंस 2t होगा इसके एडिशन में एक रे में पाई फेज चेंज होगा यह डेंसर सरफेस से रेयर र में मीडियम में रिफ्लेक्शन से होता है यह प्रोसेस रिफ्लेक्ट होने वाली रे में पाई फेज चेंज इंट्रोडयूस कर देती है रे में अडिशनल पाई फेज चेंज मतलब एडिशनल पाथ डिफरेंस जो कि फेज चेंज पाई के करेस्पोंडिंग होगा जो होगा लैम्डा बाई टू इस कारण ग्लास प्लेट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली रे का टोटल पाथ होगा 2t लैम्डा बाई टू दूसरी रे की तुलना में पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू t यहाँ मीडियम एयर है अगर मीडियम कुछ और होता तो जनरली हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यु लिखते हैं इस केस में एयर फिल्म है दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ में पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यु t लैम्डा बाई टू और यह पाथ डिफरेंस एयर फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करेगा थिकनेस वैरी करेगी और हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगी ब्राइट फ्रिंज फार्मेशन की कंडीशन है पाथ डिफरेंस इवन मल्टीप्ल ऑफ़ लैम्डा बाई टू इस केस में अगर लैम्डा बाई टू राइट साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा 2 म्यु t n हाफ लैम्डा हम इसे प्लस भी लिख सकते हैं वैसे नार्मली इस फॉर्म की राइट साइड मतलब n हाफ लैम्डा डार्क फ्रिंज की कंडीशन में होती है परन्तु इस केस में यह ब्राइट की कंडीशन है यह इसलिए क्यूंकि ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन के कारण एक अडिशनल फेज चेंज इंट्रोडयूज हो गया है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन थी पाथ डिफरेंस nलैम्डा और डार्क फ्रिंज की n12 लैम्डा और इस केस में ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गई हैं यह अडिशनल फेज़ चेंज के कारण हुआ है हमें कोई भी फ्रिंज मिल रही हो डार्क या ब्राइट n की वैल्यू होंगी 0 1 2 etc अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू जीरो है तो 2 म्यू t होगा जीरो यह डार्क फ्रिंज की कंडीशन है अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट पर चैक करें एयर फिल्म की थिकनेस t जीरो होगी तो पाथ डिफरेंस 2 म्यू t लैम्डा 2 की वैल्यू होगी लैम्डा बाई 2 जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सैटिस्फाई करता है इस कारण कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर रिंग फ्रिंजेस का सेन्टर हमेशा डार्क होगा यह अडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू के कारण हैं कि सेन्टर डार्क है अगर हम सेन्टर से बाहर की ओर इतना आएं कि उस थिकनेस पर पाथ डिफरेंस 2 म्यू t लैम्डा 2 की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सैटिस्फाई करे तो हमें यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी अगर और बाहर की ओर आएं कि फिर पाथ डिफरेंस डार्क की कन्डीशन सैटिस्फाई करे तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी इस प्रकार हमें सेन्टर में डार्क सर्किल के साथ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा यही न्यूटंस रिंग्स हैं यह एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने इन्वेन्ट और एनालाइज़ किया इसी कारण यह एक्सपेरिमेंट जो हमने डिसकस किया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है अब हम माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट देखेंगे यह स्क्रू गेज जैसा ही है हम इसे स्क्रू गेज स्केल जैसे ही मानेंगे और इसकी लीस्ट काउंट नोट करेंगे फिर हम न्यूटन्स रिंग्स में कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स के डायमीटर मेजर करेंगे सेंट्रल डार्क सर्किल ज़ीरोथ फ्रिंज है अगली रिंग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी उससे आगे जो डार्क फ्रिंज है उसके आगे वाली ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज है मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे हम फ्रिंज पैटर्न में सेन्टर से लेफ्ट की ओर टेंथ रिंग पर जाएंगे और इसे n n रिंग डिफाइन करेंगे यहाँ हमने n n में दूसरा n 10 लिया है मतलब 10th फ्रिंज हम सेन्टर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th फ्रिंज हम इसे n 10 लेंगे और इसकी पोजीशन की माइक्रोस्कोप से रीडिंग लेंगे मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग फिर उनका टोटल हम 9 th फ्रिंज पर जाएंगे और रीडिंग लेंगे इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे n10 n 9 और लास्ट में n 1 पर रीडिंग लेंगे फिर हम सेन्टर से राइट साइड में जाएंगे n 1 th रिंग पर और इसकी रीडिंग लेंगे फिर n 2 फिर n 3 फिर n 4 फिर n 5 इस प्रकार हम n 10 तक जाएंगे और रीडिंग लेंगे हर एक केस में इन दो रीडिंग्स का डिफरेंस रिंग का डायमीटर होगा यह क्रॉस वायर हम लेफ्ट ऑफ़ राइट दोनों ओर टेनजेन्सियली सेट करते है इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस उस पर्टिकुलर रिंग का डायमीटर होगा फिर इस डायमीटर का स्क्वायर फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं n 10 th रिंग का क्या डायमीटर है और n 1 तक की रिंग्स का क्या डायमीटर है फिर हम दो डायमीटर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालते है जैसे Dn m 1 माइनस Dn m 2 एक पर्टिकुलर m 1 m 2 के लिए डिफरेंस निकालते हैं अगर हम वर्किंग फार्मूला को देखें इससे हमें पता चलता है की हम Dm स्क्वायर वर्सेज m प्लॉट करें तो हम फॉर्मूले की राइट साइड इस प्लाट के स्लोप से निकाल सकते हैं क्यूंकि यह हमें एक स्ट्रैट लाइन देता है तो लाइन का स्लोप 4 लैम्डा R के बराबर होगा फिर हमें मिलेगा कैपिटल R स्लोप डिवाइडेड बाई 4लैम्डा तो कैपिटल R होगा स्लोप जो हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है और स्लोप हम ग्राफ से कैलकुलेट करते है और एरर कैलकुलेशन के लिए यह वर्किंग फार्मूला है हम इसका लोग लेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा है फिर डेल R बाई R बराबर यह टर्म फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते है हमने यह कैपिटल D मेजर किया है दो रीडिंग्स के डिफरेंस से डेल D है 2 डेल R के बराबर जो 2 इनटू लीस्ट काउंट के बराबर है इससे हमें डेल R बाई R 4 इनटू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई Dnm1 Dnm2 मिलेगा एरर डेल R बाई R निकालने का यही फाइनल फार्मूला है इससे हम इस एक्सपेरिमेंट की एरर कैलकुलेट कर सकते हैं यह इस एक्सपेरिमेंट का डिटेल्ड डिस्कशन था हम इस एक्सपेरिमेंट को अगली क्लास में डेमोंस्ट्रेट करेंगे आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद्